नमस्कार हम सेवा ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित करने और सेवा निष्ठा से ग्राहक सिफारिश तक की यात्रा के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह विशेष आरेख जो आपके सामने है उन सभी बिंदुओं को एक साथ रखता है जिनकी चर्चा हमने पिछले कुछ सत्रों में की थी तो आइए हम इस आरेख चरण के माध्यम से उत्तरोत्तर आगे बढ़े तो इसे निष्ठा का पहिया कहा जाता है इसे टेक्स्ट बुक से भी लिया जाता है और टेक्स्ट बुक में यह पृष्ठ संख्या 355 पर है और यह वहाँ संपूर्ण विवरण के साथ वर्णित है जिसे आप को अवश्य पढ़ना चाहिए लेकिन फिलहाल हम अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दें पहला निष्ठा के लिए एक नींव का निर्माण कर रहा है यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मुझे लगता है कि मैंने पिछले सत्र में इस पर चर्चा नहीं की होगी कि जब आप एक निष्ठा की रणनीति विकसित कर रहे हैं तो आपको अपने विभाजन लक्ष्यीकरण और अपने मूल्य प्रस्ताव रणनीति के साथ साथ जाना होगा जिसे हम सेवाओं के विपणन का एसटीपी STPSegmentation Targeting and Proposition of value कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से यदि आपको याद हो तो मैंने भी चर्चा की थी कि कंपनियों के शुरुआती दौर के लिए यह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए स्टार्टअप के लिए संगठन के जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था के लिए ये संबंध अत्यधिक अत्यधिक मूल्यवान हैं जो गिरावट के स्तर पर या संतृप्ति स्तर पर अधिक मूल्यवान हैं और बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ संबंध बनाना मुश्किल है आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपका संगठन एक आकार में विकसित हो जहां विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को विभिन्न स्तरों की सेवा प्रदान की जा सके तो शुरू में स्पष्ट विभाजन रणनीति का होना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ग्राहक की जरूरतों और संगठनात्मक क्षमता से मेल खाने के लिए बाजार को विभाजन करें बाद में जब आपके पास विभिन्न विभाग होते है तो आप विभिन्न विभागों की संख्या को जानते हैं और इतने पर उस समय आप सेवा के विभिन्न स्तरों के साथ एक बड़ा ग्राहक आधार संभाल सकते हैं तो कुछ लेखकों ने इस बारे में बात की है कि इन भागों में प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर आयरन सम्मिलित है और इतने पर हैं लेकिन आज मैं कहूंगा कि इसे उस अंदाज में देखने के बजाय आप बहुत सरल विभाजन कर सकते हैं जैसे कि यह कभी कभी उड़ान पर होता है तो आपके पास एक अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था प्रधान और व्यवसाय हो सकता है और प्रथम श्रेणी का तीन स्तरीय विभाजन होगा लेकिन तीन स्तरीय विभाजन बहुत बाद में आता है इससे पहले जब आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और बाजार के विभिन्न खंड हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं प्रारंभ में एक खंड को और बहुत स्पष्ट प्रस्ताव की पेशकश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है उस विशेष खंड की आवश्यकता को पूरा करना यह वह आधार है जहां आप निष्ठा का निर्माण शुरू करते हैं फिर अगले चरण में आप वफादारी का संबंध बनाने की कोशिश करते हैं यह संबंध जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं यह सामाजिक हो सकता है यह अनुकूलन हो सकता है यह संरचनात्मक हो सकता है और हम इसके बारे में थोड़ा और बाद के सत्र में चर्चा करेंगे स्पष्ट है वहाँ पुरस्कार होना चाहिए जिसे दिया जाना चाहिए इसलिए जैसा कि आप लगातार उनके साथ व्यवसाय कर रहे हैं आपको भी ऐसा व्यवहार विकसित करना होगा ग्राहक को अधिक से अधिक सुविधाओं द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए तो यह वित्तीय हो सकता है आमतौर पर यह मामला वित्तीय नहीं होता है लेकिन निश्चित रूप से कुछ कैश बैक या कूपन आदि हो सकते हैं इसलिए आम तौर पर आप वास्तव में जैसा कि आप संबंध विकसित करते हैं क्योंकि आपके पास एक दीर्घकालिक संबंध है आप ग्राहक को सेवा के उच्च स्तर पर ले जाते हैं इसलिए यदि आपके पास एक गोल्ड कार्ड है और यदि आपके पास एक सिल्वर कार्ड है तो आप एक गोल्ड कार्ड पर जाते हैं यदि आपके पास एक गोल्ड कार्ड है तो आप एक प्लैटिनम कार्ड पर जाते हैं और यही बात क्रेडिट कार्ड या बैंकों में काफी सफलतापूर्वक होती है और मैं चाहता हूं कि अब अन्य सेवा प्रदाता जैसे मोबाइल टेलिफोन कंपनियां तथा अन्य अपने दीर्घकालिक ग्राहकों को पुरस्कृत करने और उन प्रक्रियाओं को लाने का एक तरीका अपनाएंगे और संभवतः यह उनके मंथन को कम करने और क्रॉस सेलिंग और पुलिंदा बंडलिंग के माध्यम से रिश्ते को गहरा करने का एक तरीका होगा यह विकसित देशों में मोबाइल सेवाओं में होता है पहले से ही भारत मे यह अभी तक एक बड़े तरीके से नहीं आया है लेकिन मुझे यकीन है कि यह जल्द ही प्रदर्शित होगा इसलिए सही ग्राहकों को लक्षित करें और प्रत्येक ग्राहक के मूल्य पर काम करने वाले ग्राहकों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करें और सही ग्राहक के संबंध में यहजानना महत्वपूर्ण है कि सही ग्राहक हमेशा उच्च खर्च करने वाले नहीं होते हैं उदाहरण के लिए एक ट्रैवल एजेंसी जो आईआईटी कानपुर को सेवाएं प्रदान करती है के लिए यह जानना अनिवार्य है कि छात्र के रूप में ग्राहक जो कि बड़ी संख्या में है वह अधिक खर्च करने वाले नहीं है किंतु वे नियमित ग्राहक हो सकते हैं इसी तरह यदि संकाय सदस्य हैं और इतने ही अन्य भी हो सकते हैं इसलिए व्यक्तिगत टिकट मूल्य को देखने के बजाय ऐसे ग्राहक का मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक समय जीवन मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए एक छात्र ग्राहक जो 4 साल से यहां रह रहा है 5 साल बहुत सारे व्यवसाय ला सकता है यदि संबंध अच्छा है और वह ग्राहक नहीं है तो वह दूर नहीं जा रहा है और कुछ वेब आधारित सेवा का उपयोग करना शुरू कर सकता है इसलिए परिसर में एक ट्रैवल एजेंट है और यह तब है जब वह व्यक्ति उस कंपनी को छात्र ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान हो गई और वह सेवा मूल्य पैकेज बनाता है जो आवश्यकता से मेल खाता है फिर इसके आधार पर प्रति लेनदेन मूल्य भी कम हो जाता है इससे कम मूल्य वाला ग्राहक भी संचयी रूप से अधिक मूल्य वाला ग्राहक बन जाता है तो इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सही ग्राहक हमेशा उच्च व्यय करनेवाला नहीं होता है लोगों का एक बड़ा समूह भी हो सकता है जिन्हें कि कोई अन्य आपूर्तिकर्ता अच्छी तरह से सेवा नहीं दे रहा है तो यह वही है जो पिरामिड के तल पर सेवाओं के बारे में पूरी रणनीति है जो एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति है अपने ग्राहक की प्रकृति को पहचानें यह पहचानें कि वे एक समय के उच्च व्यय करने के बजाय आवृत्ति खर्च करने वाले हैं और तदनुसार आप मूल्य का प्रस्ताव बनाते हैं तो यह लक्ष्य निर्धारण से संबंधित मुद्दा है यह एक रोचक शोध है जो मैं फिर से आपके साथ 1995 से साझा करता हूं जो कि एचबीआर से है और इस शोध से पता चलता है कि ग्राहकों को इस क्षेत्र में रखा जा सकता है इसलिए अगर यह निष्ठा और प्रतिधारण है तो 100 प्रतिशत प्रतिधारण स्तर पर आपके पास प्रेरितों की सिफारिशें हैं और शून्य निष्ठा स्तर पर यह आज एक सही शब्दावली नहीं हो सकती है मेरा मतलब है कि आपके पास ग्राहक है जोआपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं जाहिर है जिन ग्राहकों का आपसे कोई संबंध नहीं है आप उन्हें इस संबंध में ले जाना चाहते हैं यह वही आरेख है जो मैंने आपको कुछ समय पहले अपने पिरामिड दृष्टिकोण से दिखाया था जहां से मैं इस स्तर पर जाना चाहता हूं यह वही आरेख है जो यहां एक अलग तरीके से दिखाया गया है यह समझकर कि जो ग्राहक बहुत असंतुष्ट हैं वे ना तो संतुष्ट हैं और न ही असंतुष्ट हैं यह वह क्षेत्र है जहां ग्राहक स्विच कर सकता है इसलिए इसे विच्छेदन का क्षेत्र कहा जाता है यह केवल तब है जब हमने दलबदल के क्षेत्र को पार कर लिया है हम अभी भी उदासीनता के क्षेत्र को पार कर रहे हैं तो यह एक गुलाबी चीज है जो आपके सामने है जो संतुष्ट और बहुत संतुष्ट के बीच का ब्लॉक है यह वह डोमेन है जहां से हम कुछ ग्राहक संबंधों को सिफारिश के स्तर तक विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं इसलिए जाहिर है इसलिए यह तीन चीजें जो आपको यहां ध्यान देनी चाहिए एक यह है कि यह एक यात्रा है और यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिश्तो को उन्नत करने की आवश्यकता है यह स्वचालित रूप से नहीं होता है इसे प्रबंधित करना पड़ता है और विशेष रूप से जब आप इस आरेख के दाईं ओर जाते हैं तो यह विभिन्न प्रकारों के संबंध बनाने के लिए कठिन और कठिन हो जाता है तो ग्राहक इस बिंदु से इस बिंदु पर जाता है तो विभिन्न अन्य सेवाओं को बांधकर विभिन्न तरीकों से संबंध को गहरा किया जा सकता है इसलिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विदेशों में कई मोबाइल कंपनियां और मुझे लगता है कि जल्द ही यह भारत में भी होगा वे वास्तव में आपको एक सदस्यता के साथ हैंडसेट प्रदान करते हैं इसलिए जब तक आप 5 साल की सदस्यता लेते हैं तब तक आपको लगभग मुफ्त में हैंडसेट मिल जाते हैं और वे अक्सर उस ग्राहक को पुरस्कृत करते हैं जो उच्च उपयोगकर्ता हैं स्वेच्छा से उनके हैंडसेट मोबाइल सेट को अपग्रेड करते हैं और इसलिए यदि आप निश्चित रूप से एक उच्च उपयोगकर्ता हैं तो हैंडसेट की कीमत मासिक बिल में जोड़ दिया जाता है जो आपको मिल रहा है लेकिन यह एक अच्छा एहसास देता है कि जब कोई ग्राहक अपने आप फोन का अगला उच्चतर मॉडल प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो नियमित रूप से उस सेवा का उपयोग करके प्रदान करता है इसलिए इस तरह का पुलिंदा सेवाओं की क्रॉस सेलिंग यह एक ग्राहक को या एक सेवा प्रदाता को दूसरे सेवा प्रदाता के साथ जाने को मुश्किल बनाती है और इसलिए जैसा कि मैंने पहले एक बार चर्चा की थी कि निष्ठा प्राय परिवर्तन की असुविधा के साथ शुरू होती है तो आपको इन संरचनात्मक जुड़ाव को बनाना होगा जिसके द्वारा आप ग्राहकों के जीवन को आसान बनाने और परिवर्तन को अधिक कठिन करने में सक्षम होंगे और निश्चित रूप से ग्राहकों को कुछ लाभ भी हैं क्योंकि उनको रोकने के लिए दुकान है इसलिए अब कई अन्य सेवाएं हैं जैसे वीडियो सामग्री वितरण विभिन्न प्रकार की खबरें और अन्य सामग्री वितरण कुछ मोबाइल कंपनियां अब पहले से ही सामग्री वितरण सेवाओं में एक सामूहिक सेवा या पुलिदे के साथ प्रयोग कर रही हैं और जैसा कि हम 2 जी से 3 जी से 4 जी प्रकार की मोबाइल टेलीफोन सेवाओं और कई अन्य प्रकार की सेवाओं में समतुल्यता के साथ चलते हैं जहां प्रौद्योगिकी आपको सेवा की बहुत अधिक बैंडविड्थ प्रदान करने की अनुमति देती है हम अधिक से अधिक पुलिदे बनाते हुए देखेंगे इसलिए कि एक सेवा प्रदाता के पास एक बार ग्राहक होने के बाद वे न केवल उस ग्राहक के प्रतिधारण पर ध्यान केंद्रित करेंगे बल्कि वे यह देखने का प्रयास करेंगे कि वे बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने ग्राहक हिस्सेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं इसलिए बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करना आज महंगा है क्योंकि एक नए ग्राहक की अधिग्रहण लागत बहुत अधिक है इसलिए यदि आपके पास एक ग्राहक है और आप अन्य सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं तो संबंधित सेवाएं उसी ग्राहक को प्रदान की जाती हैं या उस सेवा को एक स्तर पर अपग्रेड कर सकती हैं जहां यह अधिक राजस्व की प्राप्ति करता है और दूसरी ओर ग्राहक को अधिक लाभ देता है आप दोनों को पक्ष एक जीत जीत विन विन Win Win मॉडल के भाग होंगे और आप इस तरह की प्रक्रियाओं को एक मोबाइल टेलीफोन प्रकार की सेवाओं में बहुत तेजी से विकसित होते हुए देखेंगे जहां संचार सेवा आवाज संचार सेवा विभिन्न प्रकार की डेटा सेवाओं विभिन्न प्रकार की सामग्री वितरण सेवाओं को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा जिससे उस ग्राहक कि समग्र सुविधाओं में वृद्धि होगी जिस तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है मैं जिन सीमाओं के बारे में बात कर रहा था इसलिए वित्तीय सीमाएं हैं और गैर वित्तीय पुरस्कारों की श्रेणी के तहत किसी प्रकार के अमूर्त पुरस्कार हो सकते हैं तो अमूर्त पुरस्कार विशेष मान्यता और प्रशंसा हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक प्लैटिनम कार्ड है तो आप कुछ मुफ्त लाउंज सेवाओं का उपयोग हवाई अड्डों पर मुफ्त कर सकते हैं ये इनाम पैकेज का हिस्सा हैं और फिर निश्चित रूप से आप सामाजिक बंधन बना सकते हैं जिस पर हमने चर्चा की थी कि आप जन्म दिन की बधाई और सालगिरह की शुभकामनाएं जानते हैं सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच अधिक व्यक्तिगत संबंध जो अक्सर बीमा और अन्य प्रकार की सेवाओं या बैंकिंग सेवाओं के मामले में होता है और ये वास्तव में सबसे अच्छे प्रकार के संबंध हैं बनाने के लिए महंगा है और इसे बनाने के लिए अधिक प्रयास और वास्तविक प्रयास लगते हैं लेकिन एक बार जब आपके पास ऐसा प्रयास ऐसा रिश्ता होता है तो सिफारिश करने के अवसर बहुत अधिक होते है इसलिए उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों के लिए यह संपूर्ण संबंध जो अब लगभग हर बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में बनाए जा रहे है यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी इसे बना रहे हैं उन्हें कभी कभी निजी बैंकिंग सुविधा कहा जाता है कभी कभी उन्हें संबंध बैंकिंग सुविधा आदि कहा जाता है लेकिन अंततः वहाँ उद्देश्य ग्राहक को जानना है ग्राहक निवेश के व्यवहार ग्राहक जोखिम प्रोफ़ाइल या जोखिम से बचने की प्रोफाइल को अच्छी तरह से जानना हैं और इसके आधार पर एक संबंध बनाते हैं जहां ग्राहक ग्राहक के रूप में अधिक बेहतर और बेहतर परिणाम प्राप्त करता है ग्राहक अधिक से अधिक आत्मविश्वास बनाता है और इसके आधार पर एक धारणा शक्ति है जो दीर्घकालिक हो जाता है और यह सबसे अच्छी संरचना है जो लंबे समय की निष्ठा को बनाए रखने का सबसे अच्छा माध्यम है और अन्यथा आपके पास ऐसी सेवाएं हैं जो उदाहरण के लिए कुछ तकनीकी सुविधाओं और लोगों की क्षमताओं के कारण अनुमति देती हैं स्टार बक्स बहुत अलग अलग तरीकों से लोगों के लिए अपनी सुबह की कॉफी या दोपहर की कॉफी को अनुकूलित कर सकते हैं कोई व्यक्ति कम चीनी लेता है कोई अधिक चीनी लेता है कोई इसे दूध के साथ लेता है कोई इसे बिना दूध के लेता है किसी को अरब बीन पसंद है किसी को कॉफी वगैरह कुछ अन्य स्वाद पसंद है और उनके पास ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का एक तंत्र है इसलिए उस व्यक्ति को पहचानें और कहें कि आप सामान्य हैं और एक ही कॉफी वितरित करते हैं और वे जानते हैं कि यह व्यक्ति दो कप लेता है एक अपने लिए और दूसरी अन्य व्यक्ति के लिए और ये सभी चीजें मशीन आधारित मानव क्षमता के संयोजन द्वारा बनाई जाती हैं डेटा और डेटा व्याख्या क्षमताओं और मशीन आधारित क्षमताओं के वितरण के बिंदु पर समंक अथवा समंको की क्षमताओं मशीन आधारित क्षमताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण उनके वितरण के समय सेवाओं के वितरण के समय विभिन्न प्रकार की सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है और इसलिए सामाजिक बंधन निर्माण जो मूल रूप से ग्राहक को गहनता से एक व्यक्ति के रूप में जानने पर आधारित है और फिर संयोजन के साथ प्रौद्योगिकी सहायता के तरीके वास्तव में सबसे शक्तिशाली बंधन बना सकते हैं इसलिए व्यापार से व्यापार स्थापना बी 2 बी सेटिंग में निश्चित रूप से संरचनात्मक बंधन अधिक प्रचलन में हैं तो एक कार निर्माता के पास विभिन्न प्रकार की सेवाएं होंगी जो उनके ईआरपी सिस्टम के साथ बंद हैं इसलिए विक्रेता उद्यम संसाधन योजना प्रणाली ईआरपी सिस्टम और मुख्य मूल उपकरण निर्माता ओईएम का कहना है कि मारुति ईआरपी सिस्टम को उनके अलग अलग सेवा और उत्पाद विक्रेताओं के ईआरपी सिस्टम के साथ बंद कर दिया जाएगा और यह बहुत अधिक प्रभावी लेनदेन की अनुमति देगा और लेकिन जाहिर है सूचना व संचार तकनीक आईसीटी प्रणाली में लॉक का मतलब है कि एक संरचनात्मक बंधन है और यह बनाया गया है यह बी 2 सी में भी होता है जैसे कि आपके पास एयरलाइंस हैं जो एसएमएस चेकिंग ई मेल अलर्ट प्रदान करते हैं तो यह है कि उनके पास आपके टेलीफोन नंबरों का डेटा बेस है वे आपकी ई मेल आईडी जानते हैं और यह आपके नियमित यात्रा के सभी भाग हैं तो यह आपके लगातार उड़ान संख्या के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए देरी आपको और इन को सूचित करती है जाहिर है कि आप सराहना करेंगे यदि आप हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं उड़ान में देरी हो रही है और आप अनावश्यक अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं आपको एक ई मेल या एक एसएमएस पर्याप्त रूप से मिलता है तो आप अपने घर या कार्यस्थल से प्रस्थान में देरी करते हैं और आप वास्तव में इन छोटे इशारों की सराहना करते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था और मैं दोहराता हूं कि निष्ठा के निर्माण में और ग्राहक संबंधों के निर्माण में उसे एक योजना के साथ छोटे कदम उठाने होंगे बड़े उद्देश्य के साथ बड़ी योजना के साथ छोटे कदम इसे हमने आरेख में दिखाया है कि आपके पास ग्राहक कहां है जहाँ आप ग्राहक के साथ संबंध रखते हैं वह आपका सह विपणनकर्ता नहीं है ग्राहक आपकी सेवा का सिफारिशकर्ता है यह यात्रा आपको इस यात्रा के लिए एक योजना बनानी होगी आपको यह जानना होगा कि यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और आपको इस यात्रा के लिए छोटे निश्चित कदम उठाने होंगे यह निष्ठा निर्माण संबंध निर्माण दीर्घकालिक लाभ निर्माण के लिए एक समाधान है और इसके बावजूद यदि आप ग्राहक को खो देते हैं तो यह पता लगाने के लिए एक अच्छा तंत्र भी है इसलिए इसे हम मंथन निदान कहते हैं इसलिए कृपया यह पता लगाने की कोशिश करें कि जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़ता है हमारे पास यह निकास साक्षात्कार है यदि आपके पास एक अच्छा ग्राहक खो गया है तो आपके पास वास्तव में जांच करने का एक गहरा अवसर है ताकि आप इस स्थिति की समझ और सुधारात्मक कार्यवाहीयो पर ध्यान केंद्रित कर सकें कभी कभी यह सीमा के बाहर हो सकता है यदि ग्राहक नई 4 जी सेवा को पसंद कर रहा है और आपकी सेवा 2 जी है तो यह आपके सिस्टम से परे है आप उस ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ग्राहक आपके सिस्टम से बाहर चले गए हैं क्योंकि 4 जी बनाम 2 जी के कारण और इसलिए नहीं कि आपके बिलिंग विभाग में कोई ग्राहक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है तो यह आपके पास होना चाहिए लेकिन हम एक मंथन चेतावनी प्रणाली कहते हैं यह है कि अगर इस यात्रा के दौरान यह यात्रा होती है तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है और जहां भी विफलता होती है इसलिए आपके पास उस विफलता तंत्र का विश्लेषण होना चाहिए और यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आखिरकार सभी विशेष आरेख के साथ समाप्त होते हैं जिसे आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि ग्राहक क्यों परिवर्तन चाहता है इसलिए यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो इन सभी चीजों की सेवा विफलता और वसूली इसका मतलब है यह विफल हो गया है कि आपकी रिकवरी काम नहीं कर रही है फिर आपको ग्राहक का नुकसान होगा इसका मतलब है आपके सभी मूल्य प्रस्ताव आपके ग्राहकों का चयन स्वयं गलत था तो ग्राहको को 4 जी की आवश्यकता है और आपके पास तब 4 जी नहीं है जाहिर है ग्राहक स्विच करेगा तो यह मूल्य प्रस्ताव मैं असमानता के कारण हो सकता है जो कभी कभी आपके नियंत्रण से बाहर होते है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यहां ध्यान केंद्रित करने के लिए है कि सेवा क्षेत्र और पुनर्प्राप्ति क्यों विफल रही इस सप्ताह की हमारी संपूर्ण चर्चा को समाप्त करने के लिए सेवा की गुणवत्ता के पांच आयामों पर ध्यान केंद्रित करना है और यह समझना है कि निष्ठा निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है अधिग्रहण से अधिक महत्वपूर्ण प्रतिधारण है और केवल प्रतिधारण अच्छा नहीं है हमें आपके सेवा व्यवसाय के लिए एक प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है जिससे कि आप ग्राहक सिफारिश को जीतने में सक्षम बन पाए